छात्रों का स्वागत हैं इसलिए हम विभिन्न श्रम विचरणो की गणना कर रहे हैं और इस दुसरे प्रश्न में हमने पहले दो विचरणो की गणना की है वे है श्रम लागत विचरण और श्रम दर विचरण हमने जो श्रम लागत विचरण निकाला वह 13000 ऋणात्मक और श्रम दर विचरण 6400 ऋणात्मक पाया तो हमने श्रम लागत के नकारात्मक होने का पहला कारण भी पता कर लिया था क्योंकि पहली दो श्रेणियों यानि कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए मानक के मुकाबले अधिक श्रम दर का भुगतान किया गया था अब हम इस प्रश्न में तीसरी श्रेणी के विचरण को लेंगे और वह है श्रम दक्षता विचरण यह श्रम दक्षता विचरण या LEV है श्रम दक्षता विचरण की गणना के लिए फिर से आपको कुशल फिर अर्ध कुशल और फिर अकुशल के लिए निकालना है ठीक है ये विभिन्न प्रकार के श्रमिक हैं कुशल अर्ध कुशल और अकुशल और इसकी गणना के लिए क्या सूत्र है सूत्र है हम सूत्र को फिर से याद करते हैं सूत्र है मानक दर गुणा मानक समय घटाव वास्तविक समय इसलिए अब जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था जिस विचरण की आप गणना करना चाहते हैं यदि आप श्रम दर विचरण की गणना करना चाहते हैं तो दर कोष्ठक के अंदर रहेगी और समय बाहर यदि आप दक्षता का पता लगाना चाहते हैं तो वह श्रम द्वारा लिए गए समय के संदर्भ में मापी जाती है तो समय कोष्ठक के अंदर रहेगा और मानक दर बाहर रहेगी तो दर मानक होगी वास्तविक नहीं और आप इस मानक और वास्तविक समय के अंतर को दर से गुणा करेंगे तो कुशल के मामले में मानक दर क्या है दर 60 है और समय क्या है मानक समय 2250 था और वास्तविक समय क्या है 2240 यह समय है क्योंकि यह इस प्रश्न में दिया हुआ है मानक कितने सप्ताह हैं मानक सप्ताह 30 हैं और इस मामले में श्रमिकों की संख्या कितनी है हम श्रमिकों की संख्या को 75 ले रहे हैं तो यह 75 गुणा 30 होता है यह कितना आता है यह 2250 आता है और वास्तविक के मामले में वास्तव में यह 32 सप्ताह और श्रमिकों की वास्तविक संख्या 70 है यानि 32 गुणा 70 जो 2240 है इसलिए हमने इस तरह से गणना की थी मानक दर हमें 60 दी गई है और श्रमिकों की संख्या भी और हमने जिस मानक समय की गणना की है कि वे श्रम सप्ताह हैं श्रमिकों की कुशल श्रेणी के लिए मानक श्रम सप्ताह 2250 था और वास्तविक श्रम सप्ताह जिसका उपयोग कुशल श्रेणी के लिए होगा वह 2240 है और यदि आप इस विचरण की गणना करते हैं तो तो इसे निकालें यह विचरण कितना आएगा यह 600 रुपये अनुकूल आएगा क्योंकि मानक दर मानक समय 2250 था व् वास्तविक समय 2240 है हमने 5 कम कुशल श्रमिकों का उपयोग किया है क्योंकि वे आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं थे इसलिए हमने कुशल श्रमिकों की संख्या कम कर दी है इसलिए तदनुसार श्रम सप्ताह भी 2250 से घटकर 2240 पर आ गया हैं और मानक दर के वही रहने से आपका विचरण अनुकूल हो गया है जो 600 रुपए है अर्ध कुशल के मामले में मानक क्या है 40 और मानक समय कितना है 1350 और वास्तविक समय कितना है यदि आप इसे ज्ञात करे हमने इसकी गणना कैसे की है 45 गुणा 30 और दूसरे मामले में 30 गुणा 32 है तो ठीक है इस तरह से हमने समय की गणना की है तो 40 गुणा 1350 घटाव 960 यह कितने रूपए से अनुकूल आता है यह 15000 रुपये है यदि आप इसे निकालते है तो यह 15600 का अनुकूल विचरण है और अकुशल के मामले में अकुशल अब हमारे लिए समस्या पैदा करने वाला है मानक दर क्या है यह 30 है और अब श्रम सप्ताह कितना है मानक श्रम सप्ताह 1800 था और वास्तव में श्रम सप्ताह कितना है तो यह विचरण आखिर कितना होने जा रहा है यह कितना होगा यह 1800 घटाव 2560 यानि 760 श्रम सप्ताह के लिए हमने अतिरिक्त भुगतान किया है चुकी हमने अतिरिक्त का उपयोग किया है मानक दर 30 होते हुए यह विचरण कितना आ रहा है यह 22800 प्रतिकूल है सही है 22800 प्रतिकूल है यदि आप इस विचरण की गणना करते हैं तो अंत में यह विचरण कितना होता है यह 6600 प्रतिकूल आता है और अब यहाँ परिक्षण लागू करें तो श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण और श्रम दक्षता विचरण के बराबर होता है कोई निष्क्रिय समय नहीं है इस मामले में कोई निष्क्रिय समय नहीं है इसलिए हमारे पास निष्क्रिय समय के लिए कोई दो कारक नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास केवल दो चीजें हैं और इस मामले में श्रम लागत श्रम दर और श्रम दक्षता का फलन है तो लागत विचरण कितना था 13000 प्रतिकूल था और यह कितना है 6400 प्रतिकूल जोड़ 6600 प्रतिकूल कितना है तो यह प्रतिकूल 13000 बराबर है 13000 प्रतिकूल के और हमने यह पाया है कि यह प्रतिकूल विचरण यानी श्रम लागत विचरण दोनों कारकों के कारण हुआ है मानक के विपरीत हमारी दरें भी बढ़ी हैं यही कारण है कि श्रम दर विचरण तीनो श्रेणियों को जोड़ने के पश्चात् शुद्ध श्रम दर विचरण 6400 प्रतिकूल था और दक्षता भी प्रभावित हुई है जब हमने कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों को कम किया है लेकिन हमने अकुशल श्रमिकों को बढ़ा दिया है हमने उन्हें पूरा भुगतान किया है श्रम सप्ताह के अनुसार हमने अकुशल श्रम का उपयोग किया है और अंत में श्रम दक्षता विचरण का शुद्ध परिणाम रुपये 6600 प्रतिकूल था तो इन दोनों का कुल योग श्रम लागत विचरण के बराबर है तो इस मामले में 13000 रूपए की श्रम की अतिरिक्त लागत दोनों कारकों के वजह से थी श्रम दर भी अधिक है श्रम दक्षता भी कम है और अंत में कुल लागत बढ़ गई है श्रम लागत बढ़ गई है अब आपको वास्तविक जीवन परिदृश्य में स्वयं प्रयासों करना होगा उदाहरण के लिए यह एक कंपनी का मामला है हमें यह पता लगाना है कि हम उस विशेष श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यक संख्या का पता क्यों नहीं लगा पाए और क्यों हम उस दर को नही जान पाए जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था है ना इसलिए इस स्थिति में हमें सावधान रहना होगा कि भविष्य में जब आप मानकों को तय करते हैं तो आपको किसी भी संकेतक जो बाजार से संबंधित है के संबंध में वास्तविक जानकारी के करीब होना चाहिए ताकि मानक और वास्तविक के बीच का अंतर यथासंभव कम हो और हम लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हों और मानक और वास्तविक के बीच का अंतर लगभग नहीं रहे या हो तो महत्वहीन हो तो अब तक हमने इन दो प्रश्नो पर चर्चा की ये साधारण प्रश्न थे पहला प्रश्न बहुत सरल था जहां हमें श्रमिकों को विभिन्न श्रेणी में विभाजित किए बिना समग्र जानकारी दी गई थी हमें मानक दर मानक समय दिया गया था हमें वास्तविक दर वास्तविक समय दी गई थी दूसरी प्रश्न में हमारे पास कुछ अधिक तनाव था जो हमने उसमे डाल दिया था हमने पाया कि श्रम की कुल संरचना में हमें विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों कुशल अर्ध कुशल और अकुशल की आवश्यकता हो सकती है तो अगर उस तरह की स्थिति हमें दी जाती है तो विचरणो की गणना जैसे श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण और श्रम दक्षता विचरण की गणना कैसे की जाए तो उस स्थिति में आपको तीनों श्रेणियों के लिए इन विचरणो की अलग अलग गणना करनी होगी और उनका योग करना होगा हमने यहां क्या किया हमने श्रम लागत विचरण के मामले में भी यही किया हमने श्रम दक्षता विचरण के लिए भी यही प्रक्रिया की हमने श्रम दर विचरण के लिए वही प्रक्रिया की थी तो आपने इसे व्यक्तिगत रूप से कुशल अर्ध कुशल और अकुशल के लिए निकाला और फिर इसका योग किया और फिर अंत में आप कुल विचरण पर पहुचे जो श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण और श्रम दक्षता विचरण है कहने का मतलब है कि एक की तुलना दो से दो की तुलना एक से करें तो आपको पता चलेगा कि श्रम लागत अंततः श्रम दर विचरण या श्रम दक्षता विचरण के बराबर होगी या इसके विपरीत इसलिए यहां हम यह कर सकते हैं कि हम श्रम लागत विचरण के कारणों का पता लगा सकते हैं जो काफी हद तक नकारात्मक था और इस प्रतिकूल श्रम लागत विचरण का कारण यह था कि हमने श्रम की उच्च दर का भुगतान किया और हम श्रम का बहुत ही कुशल तरीके से उपयोग नहीं कर सके इसलिए दोनों कारकों ने योगदान दिया है अगली बार हमें बहुत सावधान रहना होगा ताकि श्रम के संबंध में इस तरह की अकुशलतओं का अनुभव न हो अब हम तीसरे प्रश्न पर जाते हैं और मैं कहूंगा कि तीसरा प्रश्न एक बहुत ही समग्र प्रश्न है व्यापक प्रश्न है इसमें लगभग सब कुछ शामिल है यह आपको श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए दी गई लगभग हर सवाल का जवाब देता है आपको समय का अपव्यय की समस्या भी दी गई है आपको समय की समस्या यानि प्रति घंटे निर्गत की समस्या भी दी गई है और फिर अंत में आपको सभी पांच या छह विचरणो की गणना करनी है इसलिए अगर इन सभी समस्याओं से हमें निपटना है तो मैं सोचता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए जो एक व्यापक प्रश्न हो और वहां हम ऐसे सभी मुद्दों का समाधान कर सके इसलिए अगले प्रश्न में अब जो तीसरा सबसे व्यापक प्रश्न है हम श्रम विचरणो को पूरी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एक व्यापक प्रश्न दिया गया है प्रश्न है पहले हम प्रश्न को विस्तार से समझेंगे इस प्रश्न में शामिल सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को और फिर हम इस प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे और विभिन्न विचरणो को ज्ञात करेंगे तो प्रश्न क्या है एक विशेष महीने के दौरान एक कारखाने के उत्पादन विभाग में श्रमिकों के एक गिरोह की संरचना इस प्रकार थी श्रमिकों की मानक संरचना और प्रति घंटे मजदूरी दर नीचे दी गई है 20 रुपये प्रति घंटे की मानक दर से हमें 2 कुशल श्रमिक दिया गया है प्रत्येक श्रमिक को प्रति घंटे 20 रुपये का भुगतान किया जाता है 12 रुपये प्रति घंटे की मानक दर से हमें 4 अर्ध कुशल श्रमिक दिया गया है प्रत्येक अर्ध कुशल श्रमिक को प्रति घंटे 12 रुपये का भुगतान किया जाता है और तीसरा अकुशल श्रमिक जो कुल 4 है जिसका हमने उपयोग किया है और उन्हें भुगतान किया जाता है यानि एक श्रमिक को 8 रुपये प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाता है गिरोह का मानक उत्पादन 4 इकाइया था प्रति घंटे गिरोह का मानक उत्पादन 4 इकाई था इन सभी श्रमिकों कितने श्रमिक 2 जोड़ 4 जोड़ 4 10 श्रमिक उन्होंने एक घंटे में कुल 4 इकाइयों का उत्पादन किया है चुकी कुशल श्रमिकों की भूमिका अलग है अर्ध कुशल श्रमिक की भूमिका अलग है अकुशल की भूमिका श्रमिक अलग हैं ठीक है इसलिए उन्होंने मिलकर जो 10 हैं 4 इकाइयां बनाई हैं जो मानक था मतलब उत्पादन नहीं किया गया था बल्कि उनसे इतनी उत्पादन की उम्मीद है गिरोह का मानक निर्गत था यह अनुमान लगाया गया था मानकीकृत किया गया था कि ये 10 श्रमिक अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए साथ मिलकर करेंगे एक घंटे में उत्पादन की एक इकाई के निर्माण के लिए उनसे अपेक्षा की जाती है ये मानकीकृत है की दिए गए महीने में वे मिलकर 4 इकाइयों का उत्पादन करेंगे हालांकि गिरोह की वास्तविक संरचना और प्रति घंटा भुगतान की दरें निम्नानुसार थीं वे अब फिर से अलग हैं क्योंकि काफी संभव है जैसा आप चाहते हैं वैसा कुशल श्रम नहीं मिलता है इसलिए कभी कभी संरचना को बदलना पड़ता है इस मामले में भी हमने संरचना को बदल दिया है और हमने संरचना को कैसे बदला है कुशल हमने 2 का उपयोग किया है हम दो कुशल चाहते थे हमने 2 को काम पर रखा है वे उपलब्ध थे और जब आप दर की बात करते हैं तो उन्हें भुगतान की गई दर फिर से 20 रुपये है जो मानक दर थी और वास्तविक भी 20 रुपये है इसलिए मानक और वास्तविक के बीच कोई विचलन नहीं है अर्ध कुशल के मामले में मानक के अनुसार उन्हें 4 होना चाहिए था और 12 प्रति घंटे की दर से भुगतान किए जाने की उम्मीद थी लेकिन वास्तव में हमने केवल 3 को नियुक्त किया है वे केवल 3 उपलब्ध थे और हमने मानक के विपरीत 2 रुपये अतिरिक्त दर का भुगतान किया है हमने अर्ध कुशल श्रमिकों को प्रति घंटे 14 रुपये का भुगतान किया है तीसरा अकुशल है और अकुशल श्रेणी में हमें 4 श्रमिकों की आवश्यकता अनुमानित थी लेकिन वास्तव में हमने 5 का उपयोग किया है क्योंकि एक अर्ध कुशल कम उपलब्ध था इसलिए हमने एक अकुशल को बढ़ा दिया अतः अकुशल 4 के मुकाबले 5 हो गए और अर्ध कुशल 4 के मुकाबले 3 हो गए और दर के मामले में अकुशल की दर में भी 2 रुपये की वृद्धि हुई है हमने अकुशल श्रमिको को 8 रुपये प्रति घंटे की लक्षित दर के मुकाबले 10 रुपये प्रति घंटे का भुगतान किया है अब महीने के दौरान गिरोह को 200 घंटे के लिए लगाया गया था महीने के दौरान 200 कुल घंटे जिसमें वो 12 घंटे शामिल थे जब मशीन के टूटने के कारण कोई उत्पादन संभव नहीं था यहां निष्क्रिय समय की समस्या है महीने के दौरान गिरोह की उत्पादन की 810 इकाइयाँ दर्ज की गईं उत्पाद की 800 इकाइयाँ मानक थी इसका मतलब है कि जब हम उन्हें काम पर रख रहे हैं तब कितने श्रमिकों को शामिल कर रहे हैं वे 200 घंटे के लिए हैं और 10 श्रमिकों का निर्गत क्या है प्रति घंटे 4 इकाई है तो लक्षित उत्पादन क्या था कुल घंटों यानि 200 घंटों में लक्षित उत्पादन 800 इकाई था लेकिन वास्तव में उत्पादन को 800 के लक्ष्य के मुकाबले 10 इकाइयों द्वारा बढ़ाया जाता है हमने 10 अधिक इकाइयों का उत्पादन किया है यानि 810 इस तथ्य के बावजूद कि मशीन टूट गई थी और 12 घंटे का निष्क्रिय समय था तो वास्तव में आप कह सकते हैं कि कुल श्रमिकों ने अर्थात उन्होंने मशीन पर या संयंत्र में केवल 188 घंटों के लिए काम किया है हमने उन्हें 200 घंटों के लिए भुगतान किया है लेकिन उनके द्वारा किया गया वास्तविक कार्य केवल 188 घंटों के लिए था यदि आप 10 मानक श्रमिकों से गुणा करते हैं तो इसका मतलब है कि कितने कुल आदमी घंटे का उपयोग किया गया है 2000 मानक घंटे के मुकाबले 1880 हमने वास्तव में 1880 का उपयोग किया है और हमने 200 घंटे का भुगतान किया है लेकिन वास्तविक काम केवल 188 घंटे गुणा 10 श्रमिकों में किया गया इसलिए कुल काम था उत्पादक समय 1880 था इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे हमें संबोधित करना होगा अंत में मानक और वास्तविक की इस जानकारी को देखते हुए आपको उत्पाद की मानक इकाई श्रम लागत की गणना करनी है हमें उत्पाद की मानक इकाई श्रम लागत की गणना करनी है इसका अर्थात पहले आपको श्रमिकों के सभी तीनों वर्गों की कुल मानक लागत की गणना करनी होगी और फिर प्रति घंटे निर्गत कितना है यह 4 इकाई प्रति घंटा है तो मानक लागत को प्रति घंटे मानक निर्गत से विभाजित किया जाना है इसलिए आप पहले वाले का पता लगाएंगे पहले सवाल का जवाब जो उत्पाद की मानक इकाई श्रम लागत है उसके बाद हमें कुल श्रम लागत विचरण और उप विचरण की गणना करनी होगी कुल श्रम लागत विचरण का पता लगाना आसान है और उसके बाद हम अन्य सभी विचरणो की गणना उप विचरणो के रूप में करेंगे क्योंकि एक बार जब आप लागत की गणना कर रहे हैं तब इसका मतलब है कि आप श्रम दर विचरण की गणना भी कर सकते है और श्रम दक्षता विचरण भी और एक बार जब आप श्रम दक्षता विचरण की गणना कर रहे हैं तो इसका विच्छेदन तीन उप विचरणो को देगा श्रम निष्क्रिय समय विचरण श्रम मिश्रण विचरण और श्रम प्रतिफल विचरण इन तीनो को श्रम दक्षता विचरण के बराबर होना होगा और श्रम लागत विचरण को श्रम दक्षता विचरण और श्रम दर विचरण के बराबर होना होगा ठीक है तो अब हम इस प्रश्न में पूछे गए इन सभी सवालों का एक एक करके जवाब देंगे और पहला सवाल जो इस प्रश्न में पूछा गया है वह है उत्पाद की मानक इकाई श्रम लागत उत्पाद की मानक इकाई श्रम लागत की गणना तो आइए हम उत्पाद की इस मानक इकाई श्रम लागत की गणना करें और इसकी गणना के लिए हमें कुछ निश्चित चीजों को करना शुरू करना होगा इसलिए इस मामले में हमें पहली जानकारी क्या दी गई है इस मामले में हमें दी गई पहली सूचना है यानि हम मानक इकाई श्रम लागत या प्रति इकाई श्रम लागत की गणना करेंगे होगा जिसे निकालने के लिए प्रश्न में पूछा गया है तो आप उत्पाद की मानक इकाई श्रम लागत की गणना कर सकते हैं हम गणना करने जा रहे हैं पहली जानकारी हमें मानक उत्पादन की दी गई है गिरोह की मानक उत्पादन गिरोह का मानक उत्पादन कितना है आप इसे प्रति घंटे कह सकते हैं गिरोह के मानक उत्पादन का अर्थ है प्रति घंटे सभी 10 श्रमिक कितनी इकाई का उत्पादन करने जा रहे हैं 4 इकाई दूसरी बात अब है हमें जो करना है वह यह है कि श्रम लागत की हमें गणना करनी है यानि श्रम की मानक लागत और श्रम की मानक लागत की गणना के लिए हमें अब यहां कुशल को लेना है फिर हमें अर्ध कुशल को लेना है और फिर हमें यहां अकुशल को लेना है कुशल श्रमिकों की संख्या कितनी है 2 श्रमिक है और हम उन्हें क्या दर देने जा रहे हैं प्रत्येक को 20 रुपये की दर से तो इसका मतलब है कि आप कितना भुगतान कर रहे हैं 2 श्रमिकों को आप काम पर रख रहे हैं प्रत्येक को 20 रुपये की दर से भुगतान कर रहे हैं तब यह कितना होगा 40 रुपये अर्ध कुशल के मामले में कितने श्रमिक है 4 श्रमिक और कितने रुपये की दर से भुगतान कर रहे हैं मानक दर प्रत्येक को 12 है तो यह 48 है यह राशि 48 होती है और फिर अकुशल है अकुशल के मामले में यह 4 श्रमिक है और हम किस दर से भुगतान कर रहे हैं अर्थात हमने मानक दर 8 रु तय किया है प्रत्येक को 8 रु तो यह कितना आ रहा है यह 32 होगा इसलिए आप श्रम की मानक लागत की गणना कर सकते हैं श्रम की मानक लागत कितनी है श्रम की मानक लागत 48 है यह 40 है फिर यह 32 है इसलिए 120 है श्रम की मानक लागत 120 है और अब प्रति इकाई मानक श्रम लागत मानक श्रम लागत है श्रमिकों के गिरोह द्वारा एक घंटे में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाता है 4 इसलिए आप 120 को 4 से विभाजित कर रहे हैं अर्थात प्रति इकाई मानक श्रम लागत 30 रुपये है यह 30 रुपये है मानक इकाई श्रम लागत 30 रुपये है तो इसका मतलब है कि हमने पता लगा लिया है पहले सवाल का जवाब दे दिया है कि प्रति इकाई मानक श्रम लागत क्या है 30 रुपये हम प्रति घंटे 4 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये सभी 10 लोग प्रति घंटे 4 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं है ना और उन श्रमिकों के लिए मानक लागत क्या है अगर आप कुल लागत की बात करें तो वह है 40 कुशल 48 अर्ध कुशल और 32 अकुशल इसलिए श्रम की मानक लागत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 120 है और जब आप इसके बारे में बात करते हैं यानि श्रम की मानक लागत तो यह 120 है और ये प्रति घंटे लागत है यह लागत प्रति घंटा है और प्रति इकाई मानक श्रम लागत होगी क्योंकि वे प्रति घंटे 4 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं इसलिए इसका मतलब है कि 120 प्रति घंटे की कुल लागत है और प्रति घंटे उत्पादन 4 इकाई है इसलिए अब प्रति इकाई मानक श्रम लागत है यहाँ आप कह सकते हैं कि श्रम की प्रति इकाई लागत है 30 रुपये मानक प्रति इकाई श्रम लागत ३० रुपये है इसलिए यह पहला सवाल है अब इस से हम अब अलग अलग विचरणो की गणना के लिए आगे बढ़ेंगे और हम इस मामले में हम जिस पहले विचरण की गणना करेंगे वह श्रम लागत विचरण होगी इसलिए श्रम लागत विचरण की गणना करने के लिए आपको जो करना है वह यह है कि आपको श्रम की मानक लागत घटाव वास्तविक लागत निकालना है इस मामले में हमें श्रम की वास्तविक लागत दी हुई है वास्तव में हमारे लिए यह कोई समस्या नही है अगर हम इस मामले को यहाँ देखें तो वास्तविक लागत कोई समस्या नहीं है क्योंकि कुल कितने घंटे हैं श्रमिको ने कुल 200 घंटे काम किए गए हैं और वास्तव में हमने कितने श्रमिकों को रखा है तो यह होगा पहला कुशल के लिए कितने घंटे होगा हमने श्रमिकों का उपयोग 400 घंटे किया है अर्ध कुशल के मामले में श्रमिकों की संख्या तीन है हमने उन्हें फिर से 200 घंटे के लिए उपयोग किया है या उन्हें 200 घंटे के लिए भुगतान किया है इसलिए अर्ध कुशल श्रमिकों का समय 600 घंटे है और अकुशल के मामले में फिर से 200 घंटे और हमने 5 श्रमिकों का उपयोग किया है यानि कुल वास्तविक समय 1000 घंटे है अतः कुल वास्तविक घंटो की संख्या जिसके लिए श्रम का उपयोग किया गया है 2000 है और यह एक घटक है और आप यहां दर से गुणा करते हैं हमें दी गई दर 20 14 10 है अर्थात यदि आप इस 400 600 और 1000 को 20 14 और 10 से गुणा करते हैं तो यह वास्तविक लागत बन जाएगी तो इस एक घटक का उत्तर मिल जाएगा इस घटक का पता लग जायेगा श्रम की वास्तविक लागत निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लेकिन अब यहाँ पहले को निकालना समस्या है पहले को निकालना समस्या है क्योकि यहाँ समस्या क्यों है श्रम की मानक लागत की गणना करना इस मामले में बहुत सरल नहीं होगा आपको इसे फिर से तैयार करना होगा अब हमें इसे फिर से तैयार करना होगा क्योंकि मानक उत्पादन क्या था अगर आप श्रम को 200 घंटे के लिए लगाते है इन सभी 10 श्रमिकों को 200 घंटे के लिए लगाते है और प्रति घंटे उत्पादन कितना है 4 इकाइयों का इसलिए मानक उत्पादन कितना अपेक्षित था 800 इकाइयाँ और लेकिन वास्तव में उत्पादन कितना रहा है 810 इकाईयों का इसलिए यदि आप वास्तविक उत्पादन की 810 इकाइयों के साथ मानक उत्पादन की 800 इकाइयों की तुलना करते हैं तो विचरण तो होगा ही इसलिए इस मामले में हमें उन मानकों को फिर से समायोजित करना होगा हमें मानकों को वास्तविक उत्पादन के आलोक में बढ़ाना होगा इसलिए उत्पादन के 800 इकाई का उत्पादन के लिए हमारे कुशल अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिको के लिए श्रम घंटे मानक के रूप में यह है लेकिन 810 इकाइयों के उत्पादन के लिए कितने मानक घंटे की आवश्यकता है अर्ध कुशल और अकुशल के लिए कितने मानक घंटे हैं क्षमा करें कुशल अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिको के लिए कितने घंटे की आवश्यकता है इसलिए आपको बढ़ाना होगा क्योंकि यदि आप वास्तविक की तुलना करते हैं तो क्या होगा आपका वास्तविक प्रदर्शन मानक प्रदर्शन से अधिक है आपका विचरण सकारात्मक अनुकूल होगा लेकिन आप बढ़ाते हैं उदाहरण के लिए हमें 800 इकाइयों का उत्पादन नहीं करना है अगर हमें 810 इकाइयों का उत्पादन करना है तब मानक श्रम लागत कितनी होगी इसलिए आपको इसे बढ़ाना होगा और बढाने के लिए आपको यहाँ क्या करना है यानि वास्तविक उत्पादन के लिए आवश्यक मानक घंटे निकालना है यहां आपको जो गणना करनी है वह वास्तविक निर्गत के लिए मानक घंटों की आवश्यकता है वास्तविक निर्गत के लिए आवश्यक मानक घंटे कितने हैं एक घंटे में कितना निर्गत है यह 4 इकाई है तो कुल उत्पादन कितना है वास्तविक निर्गत के लिए आवश्यक मानक समय 810 है और यह 4 है यह कितन आता है तो प्रति गिरोह श्रमिक के लिए यह 2025 घंटे होता है अर्थात प्रति गिरोह श्रमिको को 200 घंटों तक काम करने की जरुरत नहीं है जैसा की हमने देखा है कि इस प्रदर्शन को देखते हुए यह वास्तविक मानक था मानक यह था कि प्रति गिरोह श्रमिकों को 2025 घंटे की आवश्यकता थी प्रति गिरोह श्रमिकों को 2025 घंटे लगाने की आवश्यकता थी कुशल लोग भी 2025 घंटे काम करेंगे अर्ध कुशल लोग भी 2025 घंटे के लिए काम करेंगे और अकुशल लोग भी 2025 घंटे काम करेंगे तो कुल निर्गत 810 इकाई होगा अब इसे देखते हुए आपको मानकों को संशोधित करना होगा और फिर मानक लागत की गणना करनी होगी वास्तविक लागत वास्तविक लागत की गणना करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है और फिर हम वास्तविक लागत और मानक लागत की तुलना करेंगे और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी कोई विचरण है या नहीं क्योंकि वास्तविक उत्पादन अधिक है मानक कम है इसलिए यदि आप इन दोनो की तुलना करते है 800 की 810 के साथ तो विचरण होगा ही और शायद विचरण सकारात्मक हो सकता है तो पहले आप उस मानक को बढाए कि 810 इकाइयों के अंतिम निर्गत के उत्पादन के लिए कितने श्रम घंटे की आवश्यकता होती है कुल कितने मानव घंटे की आवश्यकता होती है और फिर आप मानक दर से गुणा करते हैं और तब आप मानक लागत की गणना करते हैं वास्तव में हमें जानकारी दी हुई है यानि 400 600 और 1000 घंटे हमें दिया हुआ है दरें भी हमें दी हुई हैं तो यह संभव होगा इसलिए हमें इसकी तुलना करनी होगी या तुलनीय बनाना होगा पहले इस सूचना को तुलनीय बनाने के लिए और फिर इसकी तुलना करने के लिए हमें उस मानक जानकारी और वास्तविक जानकारी के सन्दर्भ में एक उचित तालिका तैयार करनी होगी एक तरफ मानक लागत की गणना करेंगे दूसरी तरफ वास्तविक लागत की गणना करेंगे और फिर हम विचरण का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो एक मानक है या आप इसे श्रम लागत विचरण कह सकते हैं जो श्रम की वास्तविक लागत और श्रम की मानक लागत के बीच का अंतर है और फिर हम देखेंगे कि वह विचरण शुन्य है या धनात्मक है या ऋणात्मक है और जो भी विचरण आता है हम उसका विच्छेदन करेंगे हम अन्य विचरणो श्रम दर विचरण श्रम दक्षता विचरण और आगे के तीन विचरणो यानि निष्क्रिय समय विचरण को लेकर उसका विच्छेदन करेंगे क्योंकि इस मामले में निष्क्रिय समय की समस्या भी है 12 घंटे बर्बाद हुए है 12 घंटे मतलब 10 श्रमिक गुणा 12 यानि मानक घंटों में से हमने 120 घंटे बर्बाद किए हैं तो वास्तविक उत्पादन हुआ है या उत्पादक समय 1880 श्रम घंटे हो गया है इसलिए हमें श्रम निष्क्रिय समय के लिए भी समायोजन करना होगा और फिर विचरण की गणना करनी होगी अतः हमें यह तालिका तैयार करनी होगी और फिर हमें विचरणो की गणना शुरू करनी है इसलिए मानक लागत और वास्तविक लागत और श्रम लागत विचरण की गणना के लिए उस तालिका का निर्माण मैं अगली कक्षा में करूंगा